इस क्लास में हम कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस पर चर्चा जारी रखते हैं और हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिम्प्लेक्स टेबल कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस को समझने में सक्षम है पिछली कक्षा में मैंने एक उदाहरण दिया था जहाँ मैंने कहा था हमने प्राइमल के लिए दो व्यावहारिक हल निकाले जिनमें से एक इष्टतम हुआ और वही उदाहरण में मैंने उल्लेख किया कि एक समाधान जो इष्टतम नहीं था संबंधित डुअल अव्यवहार्य हो गया जिनमें एक ऐसा था जो इष्टतम था संबंधित डुअल व्यवहार्य या संभव था जिसमें से हमने कहा कि समाधान इष्टतम है अब हम उसी उदाहरण पर वापस जाते हैं इस समस्या के लिए सिम्प्लेक्स टेबल को फिर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म वास्तव में क्या कर रहा है तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं यह सिम्पलेक्स टेबल है X3 और X4 के बजाय हमने u1 और u2 लिए है तो आपके पास X1 X2 u1 u2 के रूप में वैरिएबलस होंगे और फिर हम u1 और u2 के साथ शुरू करते हैं और फिर X1 u2 की जगह समाधान में आता है और फिर X2 u1 की जगह समाधान में आता है और हमारे पास X1 3 X2 4 और ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन 66 के साथ इष्टतम समाधान है आइए अब हम शुरू करते हैं डुअल को भी ध्यान में रखते हुए सिम्प्लेक्स टेबल को देखते हैं यदि हम इस समस्या के लिए डुअल को लिखते हैं तो शुरू में हमें यह मानना होगा कि असमानताएँ है इसीलिए 2 कंस्ट्रेंट है डुअल में दो वैरिएबल Y1 और Y2 होंगे दो कंस्ट्रेंट हमें दो स्लैक वैरिएबल u1 और u2 देते हैं जो Y1 और Y2 के लिए मैप की जाती हैं और प्राइमल में दो वैरिएबलस होते हैं जो डुअल में दो कंस्ट्रेंट को जन्म देगा और उनके पास होगा v1 v2 जहां v1 v2 स्लैक वैरिएबल हैं तो डुअल में Y1 Y2 और v1 v2 होगा कॉम्प्लिमेंटरी स्लैकनेस हमें यह भी बताती है कि X और v और Y और v के बीच एक संबंध है तो X v 0 Y u 0 तो अब हम क्या करेंगे हम संगत डुअल वैरिएबल को प्राइमल वैरिएबल में मैप करते हैं कि दो प्राइमल वैरिएबल X1 X2 को ध्यान में रखते हुए जिसके परिणामस्वरूप दो डुअल कंस्ट्रेंट उत्पन्न हुए जिसके परिणामस्वरूप दो डुअल स्लैक वैरिएबल आए इसलिए प्राइमल डिसिजन वेरिएबल को संबंधित डुअल स्लैक वेरिएबल में मैप किया जाता है और इसी प्रकार X1 को v1 पर मैप किया जाता है तो इसी प्रकार u1 जो कि एक प्राइमल स्लैक है Y1 जो कि ड्यूल वेरिएबल है के लिए मैप किया जाता है अब हम यह करना शुरू करते हैं पहला सिम्प्लेक्स इटरेशन 10 के साथ यहाँ 9 यहाँ 00 है और हमें पता चलता है कि इस 10 ने वास्तव में समाधान में प्रवेश किया दस ने समाधान में प्रवेश किया हमने 73 और 64 किया और फिर 64 वास्तव में छोड़ दिया अब इसके माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है तो हमारे पास पहला इटरेशन था X1 0 X2 0 समाधान से u1 21 है u2 24 इसका अर्थ है X1 और X2 गैर बुनियादी हैं हम देख सकते हैं कि X1 और X2 गैर बुनियादी है u1 21 है u2 24 है अब हम इस समाधान के लिए कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को लागू करते हैं अब अगर X1 0 तो v1 समाधान में है X2 0 v2 समाधान में है u1 और u2 प्राइमल में समाधान में हैं इसलिए Y1 और Y2 0 हैं तो एक तरीका यह है कि आप वापस जाएं डुअल लिखें और फिर v1 और v2 के लिए Y1 Y2 0 रखते हुए v1 और v2 के साथ डुअल को हल करने का प्रयास करें यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें v1 10 और v2 9 मिलेगा यदि हम ऐसा करते हैं तो हम v1 10 v2 9 प्राप्त करेंगे यदि हम डुअल लिखते हैं और मान रखते हैं तो Y1 और Y2 0 चलिए अब हम देखते हैं कि सिम्प्लेक्स टेबल क्या कहता है अब सिम्प्लेक्स टेबल यहां 10 और यहां 9 दिखाती है अब ऋणात्मक संगत डुअल समाधान को दर्शाते हैं अब हमने महसूस किया कि यदि आप देखते हैं कि U1 समाधान में हैं तो Y1 को 0 के बराबर होना चाहिए हमने अब U1 के साथ Y1 मैप किया है नीचे जाएं यहां आपको 0 मिलता है आपको यहां 0 मिलता है यह Y1 समाधान है इसी तरह u2 प्राइमल में कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस द्वारा समाधान में है Y2 u2 0 है इसलिए Y2 को 0 होना चाहिए अब Y2 को u2 पर मैप किया गया है तो यह Y2 का मान है Y2 0 है यही कारण है कि प्रत्येक मूल वैरिएबल के लिए 0 होना चाहिए क्योंकि जब वह वैरिएबल बुनियादी होगा तो डुअल में संबंधित या संगत वैरिएबल गैर बुनियादी होगा और यह मान 0 लेगा अब हम देखते हैं X1 0 हैं यह गैर बुनियादी है इसका संबंधित डुअल वैरिएबल v1 वास्तव में बुनियादी है और इसका मूल्य 10 है तो ऋणात्मक डुअल समाधान दिखाने में सक्षम है इसी तरह X2 इस समाधान में गैर बुनियादी है तो X2 v2 0 है हम देखते है कि v2 9 है जिसे हमने कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस लागू करके प्राप्त किया होता इसलिए यहाँ पहली इटरेशन में हम वास्तव में u1 21 u2 24 के साथ प्राइमल के लिए एक व्यवहार्य समाधान ढूंढ रहे हैं यह न केवल अचूक है बल्कि यह मूल व्यवहार्य है और मूल्यों के माध्यम से हम वास्तव में डुअल समाधान का मूल्यांकन कर रहे हैं अब डुअल समाधान Y1 0 Y2 0 v1 10 v2 9 अब v1 v2 अव्यवहार्य हैं तो हम को देखते हैं और Cj Zj के साथ वैरिएबल इंटर करते हैं अब हम एक और सिंपलेक्स इटरेशन करते हैं जिसके बाद हमें Z 60 के साथ X1 6 u1 3 मिलता है चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है अब हमारा दूसरा इटरेशन X1 6 X1 6 u1 3 है इसलिए जब मैं X1 6 u1 3 X1 6 को प्रतिस्थापित करता हूं तो यहां u2 0 X1 6 और u1 3 मिलेगा और मुझे X2 0 भी मिलेगा और यह काफी हद तक स्पष्ट है कि u1 X1 समाधान में हैं u2 X2 0 हैं वे 0 के साथ गैर बुनियादी हैं इसलिए यह प्राइमल मूल संभव समाधान है अब कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस लागू करते हैं जब u1 समाधान में होता है तो Y1 को 0 होना चाहिए इसलिए Y1 को u1 से मैप किया जाता है आप देखेंगे कि Y1 0 है बेसिक वेरिएबल का 0 है X 1 समाधान में है इसलिए v1 0 है इसलिए आप देखते हैं X1 के तहत v1 मैप किया गया है v2 v1 0 है अब यदि हम Y1 और v1 के साथ कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस लागू करते हैं और हम डुअल लिखते हैं और हम Y2 और u2 के लिए हल करते हैं हमें Y2 52 v2 32 मिलेगा तो वापस जाओ और देखो कि 52 यहाँ 5 2 के रूप में दिखाया गया है जैसा कि मैंने कहा Cj Zj का ऋणात्मक और यह 32 32 को 32 के रूप में दिखाया गया है जो कि ऋणात्मक मान है तो इस इटरेशन में हम क्या करते हैं हम X1 6 u1 3 के साथ प्राइमल का एक और व्यवहार्य समाधान को देख रहे हैं और हम इसी डुअल समाधान का मूल्यांकन कर रहे हैं संगत डुअल समाधान अभी भी संभव है क्योंकि Y2 धनात्मक है लेकिन v2 ऋणात्मक है ऋणात्मक है तो v2 ऋणात्मक है v2 ऋणात्मक है इसलिए यह अचूक है और इसलिए हम Cj Zj को देखते हैं फिर से यह वैरिएबल समाधान में आता है अब हम महसूस करते हैं कि यह वैरिएबल समाधान में Cj Zj के साथ आ रहा है और फिर हम एक और इटरेशन करते हैं और अंत में X1 3 X2 4 प्राप्त करते हैं जब X1 3 X2 4 होता है स्वतः रूप से u1 u2 0 हैं और प्राप्त होता है कि u1 u2 0 हैं तो X1 3 का अर्थ है v1 0 इसलिए v1 0 X2 4 का अर्थ है v2 0 और जब हमने v1 0 v2 को 0 के बराबर डुअल में रखा और हम हल करते हैं तो हमें Y1 2 मिलेगा Y2 1 ऋणात्मक तो Y1 2 Y2 1 वास्तव में डुअल के लिए संभव है और इसलिए यह 66 के साथ इष्टतम है अब आप देखते हैं कि यहां दिखाया गया है इसलिए इटरेशन तीन में आपको Y1 2 Y2 1 प्राप्त होता है यह इष्टतम है तो ऋणात्मक Cj Zj वास्तव में डुअल का मान है और u1 u2 के तहत हम एक नकारात्मक चिन्ह के साथ Y1 Y2 के मूल्य को देख पाएंगे तो 2 और 1 समाधान है तो सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म क्या करता है सिंप्लेक्स एल्गोरिथ्म को देखने के दो तरीके हैं पहला तरीका यह है कि सिम्प्लेक्स प्राइमल के लिए एक मूलभूत व्यवहार्य समाधान को देखता है का मूल्यांकन यह जांचने के तरीके के रूप में करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को और बढ़ाया जा सकता है तो 10 9 0 0 के साथ इसे 0 32 0 52 के साथ और बढ़ाया जा सकता है इसे और बढ़ाया जा सकता है लेकिन 0 0 2 1 के साथ इसे और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है इसलिए इष्टतम पहुँच जाता है यह सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म को देखने का एक तरीका है सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म को देखने का दूसरा तरीका यह है कि मैं और के ऋणात्मक मूल्यों के माध्यम से प्राइमल के लिए एक मूलभूत व्यवहार्य समाधान का मूल्यांकन कर सकता हूं हम माइनस 10 और माइनस 9 को डुअल समाधान के रूप में देखते हैं डुअल अव्यवहार्य है तो जब डुअल अव्यवहार्य है और आप देख सकते हैं कि डुअल स्लैक्स 10 और 9 हैं जिसका अर्थ है डुअल समाधान या सॉल्यूशन में अंतर है उदाहरण के लिए पहला समाधान डुअल से होगा यह 3Y1 4Y2 ≥ 10 होगा अतः Y1 Y2 0 हैं इसलिए v1 10 बन जाता है तो डुअल कंस्ट्रेंट के LHS और RHS बीच एक अंतर है जब एक स्लैक वैरिएबल ऋणात्मक मान लेता है तो v1 एक ऋणात्मक मान लेता है v1 को ≥ 0 होना चाहिए लेकिन यदि v1 ऋणात्मक मान लेता है तो किसी एक कंस्ट्रेंट का उल्लंघन होता है और अंतराल आता है अब यहाँ दोनों कंस्ट्रेंट का उल्लंघन हो जाता है अब हम अंतर को समतल कर डुअल संभव बनाने का प्रयास करते हैं अब यह वह वैरिएबल है जिसका मान सबसे ऋणात्मक है v2 10 है जहां अंतर बड़ा है और उल्लंघन बड़ा है जिसके परिणामस्वरूप 10 का Cj Zj हुआ है इसलिए एक Cj Zj इंटर करना एक अव्यवहार्य कंस्ट्रेंट को व्यवहार्य बनाने के समान है जिससे एक व्यवहार्य डुअल कंस्ट्रेंट संभव है तो X1 समाधान में आता है ताकि यह v1 जो ऋणात्मक है उसे अगले इटरेशन में 0 बनाने की कोशिश की जा सके तो गैर इष्टतमता कहने का एक और तरीका है Cj Zj जो प्राइमल की गैर इष्टतमता को दर्शाता है अतः सबसे धनात्मक इसमें रखें कहने का दूसरा तरीका है Cj Zj डुअल की अव्यवहार्यता को दर्शाता है क्योंकि का ऋणात्मक डुअल है तो यहाँ Cj Zj गैर इष्टतमता को दर्शाता है यहाँ X2 के लिए Cj Zj गैर इष्टतमता को दर्शाता है यहाँ कोई Cj Zj नहीं है इसलिए इष्टतम है अब एक ही बात को अलग तरीके से बताया जाता है यहां डुअल अव्यवहार्य है तो जिसमें सबसे बड़ा अंतर है उसे प्रेरित करके सामान करेंगे यहां डुअल अव्यवहार्य है v2 को हल करके गैप को कम करेंगे ताकि v2 एक निगेटिव वैल्यू से 0 हो जाए यहां डुअल व्यवहार्य या संभव है इसलिए यह इष्टतम है तो सिम्प्लेक्स वही काम करता है एकल समाधान में यह दी गई लिनियर प्रोग्रामिंग प्रोबलम वास्तव में प्राइमल और साथ में डुअल को दिए गए रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करता है और अगर हम कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस की स्थिति में देखते हैं तो यह सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है अब आइए हम प्राइमल और डुअल के कुछ और पहलुओं पर गौर करें और लागू करें अब हम डुअल का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन आर्थिक व्याख्या नामक कुछ शुरू करते हैं अब डुअल का अर्थ क्या है क्या इसका कोई अर्थ है यह प्राइमल से कैसे संबंधित है क्या कोई इकोनॉमिक एंगल है क्या मनी एंगल मतलब मौद्रिक कोण है डुअल को देखने का मनी एंगल है तो आइए इस क्लास में डुअल का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन शुरू करें और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से हम उसी उदाहरण का उपयोग करेंगे ताकि हम लिनियर प्रोग्रामिंग की बेहतर समझ रख सकें क्योंकि हमने इस उदाहरण को पहले ही कई बार देखा है और हम इसे कुछ और समय तक देखते रहेंगे हम और भी बहुत कुछ समझ सकते हैं एक ही उदाहरण रखकर तो हम प्राइमल जानते हैं हम पहले से ही डुअल जानते हैं हम इष्टतम समाधान X1 3 X2 4 Z 66 u1 0 u2 0 Y1 2 Y2 1 जानते हैं अब पहली बात हम क्या समझते हैं अब प्राइमल से आय 66 है यदि आप इसे देखते हैं तो यह वह समस्या है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी तो हमने दो प्रोडक्ट बनाए दो रिसोर्सेज हैं ये आय प्रोडक्ट 10 और 9 को बेचने के साथ जुड़े हुए हैं और अंत में हमने कहा कि पहले प्रोडक्ट के तीन और दूसरे प्रोडक्ट के चार दो प्रकार की मिठाइयाँ बनाने के लिए हल किया तो पहले प्रोडक्ट के तीन और दूसरे प्रोडक्ट के चार को बनाने पर 66 की आय प्राप्त होगी अब डुअल क्या बताता है डुअल का कहना हैW 66 के साथ y Y1 2 Y2 1 है अब यह W 66 42 24 66 से आता है इसे देखने का एक तरीका है दूसरा तरीका है 66 है प्राइमल का RHS डुअल का ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन है इसलिए यह बताने से पहले कि Y1 और Y2 क्या हैं हम यह भी समझते हैं कि यदि Y1 और Y2 कुछ 21 और 24 का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके साथ हमने समस्या शुरू की है और यदि Y1 और Y2 कुछ 21Y1 24Y2 66 का प्रतिनिधित्व करते हैं तो 66 वह आय है जो हमें प्रोडक्ट को बेचने और बनाने से मिली है तो पहली समझ यह है अगर 21 x कुछ 24 x कुछ 66 तो इस Y1 और Y2 का 21 और 24 से कुछ लेना देना है इसका संसाधनों के साथ संबंध है और हम अब कहते हैं रिसोर्सेज का काम इष्टतम पर 66 है यह भी कहना है कि अगर मेरे पास पहले रिसोर्स की 21 इकाइयाँ और दूसरे रिसोर्स की 24 इकाइयाँ रिसोर्सेज के रूप में हैं और फिर मैं उन्हें प्रोडक्ट में परिवर्तित करता हूँ और पहले प्रोडक्ट के तीन और दूसरे प्रोडक्ट के चार बनाता हूँ और प्रोडक्ट को बेचता हूँ 66 आय प्राप्त होती है इसका मतलब है दो रिसोर्सेज का वास्तविक मूल्य जो रिसोर्सेज की 21 और 24 इकाइयाँ हैं इष्टतम पर इन दो संसाधनों का मूल्य 66 के समान है जो हमारे पास है तो पहला इंटरप्रिटेशन डुअल है वैरिएबल मान इष्टतम पर संसाधनों के योग्य हैं हम इसे थोड़ा और योग्य करेंगे लेकिन वे इष्टतम पर संसाधनों के योग्य हैं इष्टतम पर संसाधनों के योग्य कहना भी अच्छा है इसलिए पहला इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन Y1 और Y2 है जो डुअल वैरिएबलस हैं जो इष्टतम पर संसाधनों के योग्य हैं अब हम कुछ और चीजों के बारे में समझते हैं एक बार फिर से हम उसी उदाहरण पर लौटते हैं मूल समस्या 3X1 3X2 ≤ 21 और 4X1 3X2 ≤ 24 थी अब मान लें कि हम वही लिनियर प्रोग्रामिंग प्रोबलम को हल करने जा रहे हैं रिसोर्स की 21 इकाइयाँ होने के बजाय हम यह मानने वाले हैं कि हमारे पास 21 ઠ होगा जहाँ ઠ एक छोटी धनात्मक मात्रा है आप 211 या एक छोटी मात्रा ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या होगा अगर रिसोर्स थोड़ा बढ़ जाता है 21 ઠ हम यह भी अनुमान लगाने जा रहे हैं कि ઠ की इस वृद्धि के कारण हम अभी भी दोनों प्रोडक्ट जिसका अर्थ है X1 और X2 जो कि समाधान में थे को जारी रखेंगे हम जानते हैं कि समाधान में X1 और X2 थे हम मान लेंगे कि हम दोनों प्रोडक्ट को बनाना जारी रखेंगे और इस धारणा के तहत क्या होगा कि अगर हम मान लें कि X1 और X2 बुनियादी रहेंगे हम दो प्रोडक्ट को बनाना जारी रखेंगे फिर यह 3X1 3X2 21 ઠ और 4X1 3X2 24 के लिए हल करने के लिए पर्याप्त है मान लें कि ઠ ज्ञात है इसलिए जब 3X1 3X2 21 ઠ और 4X1 3X2 24 यदि हम वास्तव में हल करते हैं तो हम X1 3 ઠ X2 4 4 ઠ3 प्राप्त करेंगे और जब हम प्रतिस्थापन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन 66 2 ઠ होगा तो यह मुझे क्या बताता है यह मुझे बताता है कि अगर मेरे पास पहले रिसोर्स में एक छोटा ઠ अतिरिक्त है तो मैं अब इस ઠ को एक प्रोडक्ट में बदल सकता हूं और अंत में इन प्रोडक्ट को बेच सकता हूं और 66 के बजाय आय 66 2ઠ हो जाएगा तो यही मुझे यह बताता है इसलिए यदि हम पहले रिसोर्स को एक छोटे ઠ से बढ़ाते हैं तो लाभ या आय 2 ઠ तक बढ़ जाता है इष्टतम पर रिसोर्स की एक इकाई का मूल्य 2 है जो कि डुअल समाधान Y1 2 था यदि आप पिछली स्लाइड पर वापस जाते हैं तो हम जानते हैं कि Y1 2 आप यहाँ देखते हैं कि Y1 2 Y1 2 तो यह वास्तव में उस रिसोर्स के योग्य है इसलिए आप देखते हैं 66 था तो Y1 2 होगा तो हम देखते हैं कि अगर हम पहले रिसोर्स को डेल्टा द्वारा बढ़ाते हैं जो कि यहां 21 ઠ दिखाया गया है तो वह 2ઠ 66 2ઠ तक बढ़ जाती है इसलिए यह 2 जो Y1 का मान होता है इष्टतम पर संसाधन का सीमांत मान है अब इष्टतम पर यदि मैं पहले रिसोर्स को एक छोटे ઠ से बढ़ाता हूं तो लाभ 2ઠ तक बढ़ जाता है इसलिए इस रिसोर्स का मूल्य इस रिसोर्स का सीमांत मूल्य इष्टतम पर इस रिसोर्स का मूल्य वास्तव में 2 है हम डुअल के इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन के कुछ और पहलुओं को देखेंगे और फिर अगली क्लास में डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिथ्म dual